कैसे हैं आप सब मॉलिक्यूलर संरचना निर्धारण में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों के अनुप्रयोग की श्रंखला में आपका स्वागत है यह पाठ्यक्रम संख्या 36 है यह इस विशेष श्रंखला का आखरी पाठ्यक्रम होगा और इसे समस्या हल सत्र की तरह माना जाएगा हम इंफ्रारेड UV विजिबल मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रोटोन और कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा को इस्तेमाल करके संरचना हल समस्याओं को देखेंगे इस सत्र के अंत में हम कुछ सुझाव भी देंगे जैसे कि समस्या को हल करने के तरीके परीक्षा में समस्या हल करने के सत्र आदि अब चलिए समस्या संख्या 1 से शुरू करते हैं पैरा डाईसब्सीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है तो सिर्फ दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा दिए हुए हैं कोई और जानकारी नहीं दी गई है इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम किसी एक सब्सीट्यूएंट के लिए एक संकेत देता है और अन्य सब्सीट्यूएंट के लिए संकेत मास स्पेक्ट्रम से स्पष्ट होता है मास स्पेक्ट्रम में देखे गए कंपाउंड की संरचना को निकालते हैं और स्पष्ट करते हैं कि निकाली हुई संरचना का मॉलिक्यूलर भार मॉलिक्यूलर आयन पीक के mz मूल्य से मेल खाता है या नहीं तो दिखाया गया कंपाउंड पहले से ही पैरा डाइसब्सीट्यूटेड एरोमेटिक डेरिवेटिव दिया गया है तो आपको बस इतना करने की ज़रूरत है कि दो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से 2 सबस्टीट्यूशन का पता लगाएं जो दिया गया है और देखें क्या यह मॉलिक्यूलर भार के मामले में मास स्पेक्ट्रम से मेल खाता है यह इस कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है कि 2 इंटेंस पीक 1530 और 1345 हैं एक को तुरंत इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होने के लिए पिक के इस संयोजन को पहचानना होगा नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप के पास NO बॉन्ड की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के साथ साथ एसिमिट्रिक स्ट्रेचिंग भी है एसिमिट्रिक स्ट्रेचिंग 1530 पर आती है और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 1345 पर आती है और इसलिए एक नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति की पुष्टि कर सकता है जो कि संभवत इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से पैरा डाई सब्सीट्यूटेड डेरिवेटिव के सब्सीट्यूएंट में से एक है इसके अलावा कोई 1600 के आसपास भी पीक को देख सकता है 1610 जो काफी स्पष्ट है क्योंकि यह एक एरोमेटिक प्रणाली है C डबल बॉन्डC स्ट्रेच इस विशेष क्षेत्र में आता है हम नहीं जानते कि पीक किस कारण है यह शायद अन्य फंक्शनल ग्रुप की वजह से भी हो सकता है हम देखेंगे कि क्या हम पता लगा सकते हैं की 855 अन्य फंक्शनल ग्रुप से मेल खाता है या नहीं उतने समय के लिए अन्य पीक की नियुक्ति के बारे में चिंता नहीं करते हैं हमें खुश होना चाहिए की हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से साफ तौर पर नाइट्रो फंक्शनल ग्रुपको पहचानने में सफल रहे इस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन प्रभाव आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रम है इस विशेष कंपाउंड की विचित्र विशेषता यह है की हमें यह मानना होगा कि यह एक मॉलिक्यूलर आयन पीक है और मॉलिक्यूलर आयन पीक दो मास यूनिटके अंतर 215 और 217 का डबलेट है215 217 जो 11 का इंटेंसिटी अनुपात और 169 171 जो 11 का ही अनुपात है मॉलिक्यूल में ब्रोमीन एटम की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं तो अन्य सब्सीट्यूएंट वास्तव में ब्रोमीन सब्सीट्यूएंट हो सकते हैं इसीलिए दो फंक्शन ग्रुप जोकि NO2 और ब्रोमीन है उन्हें पहचान लिया गया है NO2 को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से पहचाना जाता है और ब्रोमिन को स्पष्ट रूप से इस विशेष कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम से पहचाना जाता है तो अगर वह डायफिनायल डाईसब्सीट्यूटेड फिनाइल डेरिवेटिवdiphenyl disubstituted phenyl derivative है तब C6H4 का मॉलिक्यूलर मास 76 मास यूनिट होगा ब्रोमीन 79 होगा या 81 होगा जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सा आइसोटोप लेते हैं दोनों ही 11 का अनुपात है और NO2 का मॉलिक्यूलर भार 46 है अगर हम फिनाइल ब्रोमीन और NO2 phenyl bromine and NO2 को जोड़ते हैं जोकि तीन फंक्शनल ग्रुप है तब हम यह जानते हैं कि मूल्य 201 होगा मॉलिक्यूलर भार वास्तव में 215 है जो मॉलिक्यूलर आयन पीक से 14 मास यूनिट कम है तो इसका मतलब यह हो सकता है की खोया हुआ ग्रुप CH2 फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जो शायद प्रणाली में मौजूद था तो इस जानकारी पर आधारित जो दो संभव संरचनाएं इस विशेष मॉलिक्यूल से लिखी जा सकती है वह दोनों ही पैरा डाईसब्सीट्यूटेड है दोनों के पास Br और NO2 है इसके अलावा हमने मिथाईलीन ग्रुप को जोड़ दिया है मिथाईलीन ग्रुप को इस विशेष मामले में नाइट्रो और फिनाइल के बीच में जोड़ा गया और अन्य मामले में ब्रोमीन और फिनाइल के बीच में जोड़ा गया है तो हमें पहचाना होगा कि इनमें से कौनसी एक संरचना दिए हुए मांस स्पेक्ट्रेल डाटा से मेल खाता है 136 पर एक इंटेंस पीक है जो ब्रोमीन एटम के निकल जाने की वजह से बेस पीक है क्या आपको याद है कि जब भी ब्रोमीन यहां उपस्थित होता है तब यह 11 इंटेंसिटी अनुपात के साथ 2 मास यूनिट के अंतर का डबलेट होता है अगर आप 215 में से 79 को घटाएंगे तो आपको अनिवार्य रूप से 136 मिलेगा तो ब्रोमीन का नुकसान 136 पर बेस पीक देता है इसका अर्थ यह होगा कि ब्रोमीन वास्तव में साइड चेन से जुड़ा हुआ है क्योंकि बेंजाइल ब्रोमाइड तरह की प्रणाली आसानी से कार्बन ब्रोमिन बॉन्ड के टूटने से गुजरती है न कि एक एरोमेटिक ब्रोमाइड के जहां कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड का टूटना बहुत अधिक कठिन है तो अधिकांश तौर पर इस विशेष कंपाउंड के लिए यह संरचना पैरा नाइट्रोबेंजाइलब्रोमाइड है तो यह काफी साधारण समस्या है जिसको हम देख रहे हैं चलिए समस्या संख्या दो पर चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H9ClO3 दिया हुआ है और इस कंपाउंड का IR और NMR स्पेक्ट्रा भी इस समस्या में दिया हुआ है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एक व्यापक पीक दिखाता है जो 3300 से 2400 के बीच में आती है व्यापक पिक जो एक व्यापक श्रेणी का है सिर्फ कारबॉक्सलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो सकता है इसके अलावा वहां पर कार्बोनाइल पिक भी है जो सैचुरेटेड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप से मेल खाती है जो एक कारबॉक्सलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो सकती है इस मॉलिक्यूल के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 5 है जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर निकाला गया है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह एक कारबॉक्सलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और कारबॉक्सलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का CO स्ट्रेच अनिवार्य रूप से 1714 इन्वर्स सैंटीमीटर पर आता है अगर यह एक कारबॉक्सलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है तब हमें NMR पर देखना चाहिए की क्या मॉलिक्यूल में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं यह इस विशेष कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम की कम क्वालिटी के लिए माफी चाहता हूं इन मल्टीप्लेट क्षेत्रों को बाद में विस्तारित किया जाएगा और बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा कुछ समय के लिए उदाहरण के तौर पर जिस सिग्नल की घेराबंदी यहां पर करी गई है उस पर ध्यान दीजिए इसमें कहा गया है 14 ppm का ऑफसेट दूसरे शब्दों में स्पेक्ट्रोमीटर को 10 तक स्कैन किया जाता है और उसके बाद जो भी स्कैन किया गया वह ऑफसेट था और यहां एक ही पैमाने पर प्लॉट किया जाता है तो 14 ppm के ऑफसेट का अनिवार्य रूप 10 जमा 14 ppm मतलब है जो कि एक विशेष हाइड्रोजन के लिए 114 ppm होगा इस हाइड्रोजन का एकीकरण 1 हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन इंटेंसिटी का 114 ppm अनिवार्य रूप से COOH फंक्शनल ग्रुप से मेल खाएगा इसीलिए COOH फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी की पुष्टि एसिडिक हाइड्रोजन के द्वारा NMR स्पेक्ट्रम से की जाती है जो इस विशेष मामले में 114 ppm पर दिखाई देता है अब इस क्षेत्र में जो कि एरोमेटिक क्षेत्र है जो 69 से लगभग 74 ppm के बीच में आता है उसे विस्तृत किया जाता है विस्तार को यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है यह एक ट्रिपलेट है और 3 लाइन पैटर्न है 3 लाइन पैटर्न की फ्रीक्वेंसी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है यह इस विशेष मामले में अनिवार्य रूप से 71 ppm के अनुरूप होगा मॉलिक्यूल में 4 एरोमेटिक हाइड्रोजन हैं और 4 प्रोटॉन कार्यरत होंगे क्योंकि यह एक डाईसब्सीट्यूटेड एरोमेटिक डेरिवेटिव है मॉलिक्यूलर पैटर्न में सिमेट्री की कमी के कारण यह निश्चित रूप से पैरा डाईसब्सीट्यूटेड डेरिवेटिव नहीं है अगर यह पैरा डाईसब्सीट्यूटेड डेरिवेटिव है तो यह एक AA'BB' पेटर्न होगा जिसका NMR स्पेक्ट्रम में सिमिट्रिकल पेटर्न होगा जो कि नहीं है निश्चित रूप से यह पैरा डाईसब्सीट्यूटेड डेरिवेटिव नहीं है 72 ट्रिपलेट जो कि यह सिग्नल है यहां अनिवार्य रूप से तात्पर्य है की इस विशेष के लिए 2 ऑर्थो हाइड्रोजेन हैं क्योंकि यह लगभग 7 हर्ट्ज वाले ऑर्थो कपलिंग के समान है यह हमने NMR स्पेक्ट्रम से देखा है हम देख रहे हैं कि 81 हर्ट्ज कपलिंग कांस्टेंट है और वह अनिवार्य रूप से इस विशेष मामले में ऑर्थो प्रकार के कपलिंग से मेल खाता है यह 69 ppm स्पेक्ट्रम यह फिर से एक ट्रिपलेट है इस ट्रिपलेट और इस ट्रिपलेट में काफी अंतर है क्योंकि यह एक बड़ा कपलिंग ट्रिपलेट है जबकि यह एक बहुत छोटा कपलिंग ट्रिपलेट है कपलिंग ट्रिपलेट वास्तव में 15 हर्ट्ज के आसपास माना जाता है यह 2 मेटा कपलिंग पार्टनर से मेल खाएगा जो इस विशेष हाइड्रोजन से मेल खाता है दूसरे शब्दों में इस हाइड्रोजन के पास 2 मेटा हाइड्रोजन है और इस विशेष प्रोटोन के पास दो ऑर्थो हाइड्रोजन है इस तरह का सब्सीट्यूशन पैटर्न सिर्फ इस प्रकार के सब्सीट्यूशन पैटर्न से ही मुमकिन है जहां आपके पास Hc हो जिसके पास दो ऑर्थो पार्टनर कपलिंग पार्टनर और Ha हो जिसके पास 2 मेटा कपलिंग पार्टनर हो उदाहरण के तौर पर Hc d और Hc b दोनों कपलिंग इक्विवेलेंट है क्योंकि वह ऑर्थो कपलिंग है उसी तरह Ha d और Ha b के बीच भी एक जैसा होगा जिससे इसे ट्रिपलेट बना सके तो Ha अनिवार्य रूप से यह विशेष हाइड्रोजन है और Hc अनिवार्य रूप से यह हाइड्रोजन है H b डबलेट का डबलेट होगा यह Hc के ऑर्थो कपलिंग के साथ डबलेट होगा अन्य इस H के मेटा कपलिंग के साथ डबलेट होगा तो इस NMR स्पेक्ट्रम में हमें डबलेट प्रकार के स्पेक्ट्रम का एक डबलेट दिखाई देता है यह काफी जटिल स्पेक्ट्रम है क्योंकि इसके पास दो मल्टीप्लेट है जिनमें से एक इस मेटा कपलिंग से मेल खाता है और दूसरा इस मेटा कपलिंग से मेल खाता है और तीसरे वाला ऑर्थो कपलिंग से मेल खाता है वास्तव में यह डबलेट के डबलेट का डबलेट होगा और अर्थात छोटी कपलिंग साफ तौर पर दिखाई नहीं देगी सिर्फ ऑर्थो कपलिंग दिखाई देती है तो इनमें से एक हाइड्रोजन Hb से मेल खाता है अन्य हाइड्रोजन यहां पर Hd से मेल खाते है इसलिए एक अन्य जानकारी जो हम रासायनिक बदलाव मूल्य से प्राप्त कर सकते हैं वह यह है कि यदि आपके पास 7 ppm से नीचे कोई सिग्नल है तो यह केवल संकेत देगा कि एक मजबूत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो एक इलेक्ट्रॉन धनी रिंग के रूप में एरोमेटिक रिंग बनाता है जो अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन को शील्ड करेगा अगर आप इस विशेष हाइड्रोजन को देखते हैं यह 68 से नीचे आ रहा है जो यह संकेत देता है कि यह ऑक्सीजन की तरह के एक हेट्रोएटम से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन धनी रिंग बनाते हैं तो कोई इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि सब्सीट्यूशन में X समूह में से एक OR समूह है आइए हम पहचानते हैं कि R समूह क्या है इस विशेष उदाहरण में अन्य मल्टीप्लेट जो इस NMR स्पेक्ट्रम में दिख रहे हैं वह मल्टीप्लेट है जो 44 से 5ppm क्षेत्र के बीच में आते हैं अन्य क्षेत्र जो 1 और 2 ppm के बीच में आते हैं वह सिग्नल है जिन्हें हमें निरुपित करना है और वह मल्टीप्लेट बड़ी अच्छी तरह से विस्तृत है 478 ppm एक क्वार्टेट है 178 ppm एक डबलेट है एक क्वार्टेट और एक डबलेट का अनिवार्य रूप से मतलब है की आपके पास CH3CH तरह का फंक्शन ग्रुप है लाल हाइड्रोजन क्वार्टेट होगा जो कि 1 हाइड्रोजन इंटेंसिटी है और नीला हाइड्रोजन डबलेट होगा जो कि 3 हाइड्रोजन इंटेंसिटी का है हमने पहले वाले तर्क से ही एरियल ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर ली है कि यह एक एरियल ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हम R समूह को उन एलीफेंट सिग्नल के संदर्भ में देख रहे हैं जो इस विशेष उदाहरण में दिखाई देते हैं तो Y या तो फिर क्लोरीन होगा या फिर कारबॉक्सलिक एसिड chlorine or carboxylic acid होगा संभव है की यह एक कारबॉक्सलिक एसिड है जो लाल हाइड्रोजन के रसायनिक बदलाव की वजह से है जो कि X है जो अनिवार्य रूप से 47 ppm के आसपास आ रहा है आमतौर पर अगर यह कार्बन रखने वाले ऑक्सीजन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है तब वह 41 ppm के आसपास आएगा अगर वहां पर कोई अन्य इलेक्ट्रॉन विड्राविंग फंक्शनल ग्रुप है जैसे की COOH जुड़ा हुआ है तब वह 478 के पास आएगा इससे अतिरिक्त अगर कोई कारबॉक्सी फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तब उसके पास अनिवार्य रूप से एक हाइड्रोजन डीशीलडिड होगा जो 75 ppm के आसपास आता है लेकिन यहां पर 75 ppm के आस पास कोई भी सिग्नल नहीं है पर हम यहां देख सकते हैं कि सिग्नल 725 के पास ही रुक जाता है तो कारबॉक्सलिक एसिड एरोमेटिक रिंग से जुड़ नहीं हो सकता वह सिर्फ साइड चेन से ही जुड़ हो सकता है तो क्लोरीन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है और साइड चैन इस विशेष मामले में कारबॉक्सलिक एसिड से जुड़ी हुई है तो वास्तव में मेटा क्लोरोफिनॉक्सीप्रोपीयोनिक एसिड वह मॉलिक्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं चलिए देखते हैं कि क्या अगर हम पीक को भी निरुपित कर पाते हैं या नहीं Ha जो b और d के कारण एक ट्रिपलेट होना चाहिए अनिवार्य रूप से मेटा कपलिंग के साथ ट्रिपलेट के रूप में आता है मेटा कपलिंग गलती से बराबर हैं यही कारण है कि यहाँ एक ट्रिपलेट की तरह दिखता है Hc भी एक ट्रिपलेट है जो ऑर्थो कपलिंग की वजह से है गलती से दो ऑर्थो कपलिंग समान है तो इस विशेष मामले में यह एक ट्रिपलेट की तरह नजर आता है Hb काफी जटिल है जो इस क्षेत्र में यहां आ रहा है Ha ऑक्सीजन से निकट है इसीलिए ऑक्सीजन के लिए आर्थो सबसे कम डेल्टा मूल्य पर आता है तो Hd के पास एक ऑर्थो कपलिंग होगा और दो मेटा कपलिंग पार्टनर होंगे जो कि Ha और Hb है शायद Ha Hd कपलिंग Hb Hd कपलिंग से अलग है nइसलिए यह काफी हद तक मल्टीप्लेट प्रकार की एक चीज है जिसे हम देख रहे हैं मैं कहना चाहूंगा की ऑर्थो कपलिंग की वजह से यह एक डबलेट है फिर से मेटा कपलिंग की वजह से एक डबलेट है पार्टनर b के साथ कपलिंग होने की वजह से एक और अन्य डबलेट है तो यह एक डबलेट के डबलेट का डबलेट होगा 8 रेखाओं का पैटर्न हम यहां देख सकते हैं लेकिन मेटा कपलिंग काफी छोटे हैं कि हम उन्हें इस विशेष मामले में अच्छे से नहीं देख पाते हैं सिर्फ ऑर्थो कपलिंग बड़ी कपलिंग की तरह नजर आता है तो अनिवार्य रूप से यह कंपाउंड के प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम को पूर्ण करता है तो एक को कंपाउंड की संरचना को पहचानना होगा वास्तव में तथ्य से आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के साथ साथ प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम भी है सिर्फ इन दो स्पेक्ट्रेल डाटा से ही कंपाउंड को पहचानना संभव है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मौजूद फंक्शनल ग्रुप के संकेत देता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला दूसरे सब्सीट्यूएंट के लिए संकेत देता है जोकि शायद क्लोरीन सबसीक्वेंट हो सकता है प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम संरचनात्मक जानकारी देता है तो जानकारी को आधार बनाकर हम संरचना पर आते हैं जो कि एक विशेष संरचना है जो दिए हुए स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से मेल खाता है अब नियुक्ति भी साफ तौर पर नजर आती है Ha Hb HcHd अच्छी तरह से नियुक्त करे गए हैं मल्टीप्लेट को आसानी से समझाया जा सकता है तथ्यों को आधार बनाकर हमारे पास इस विशेष उदाहरण में ऑर्थो और मेटा कपलिंग है चलिए अब अगली समस्या पर चलते हैं एक हाइड्रोक्सीसिनेमिक एसिड का 400 मेगाहर्टज NMR स्पेक्ट्रम दिखाया गया है वास्तव में कंपाउंड का नाम हाइड्रोक्सीसिनेमिक एसिड दिया हुआ है समस्या अनिवार्य रूप से 6 संभव आइसोमर्स निकालना है और यह भी बताता है कि कौन सा आइसोमर्स स्पेक्ट्रमसे मेल खाता है तो यह काफी साधारण समस्या है 6 आइसोमर्स ऑर्थो मेटा और पैरा सीस ट्रांस प्रत्येक सीस के साथ साथ ट्रांस के पास ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स होंगे इसलिए ट्रांस आइसोमर के तीन और सीस आइसोमर के तीन ओर्थो मेटा पैरा हाइड्रॉक्साइसेनामिक एसिड के अनुरूप है जो हम इस विशेष मामले में बात कर रहे हैं अब अगर वह एक पैरा आइसोमर है तब हमें यह 2 हाइड्रोजन के लिए देखना होगा जो AB प्रकार की एक प्रणाली है हमें NMR स्पेक्ट्रम के लिए देखना होगा और यह भी देखना होगा कि क्या हम AB के लिए J मूल्य निकाल सकते हैं अगर AB साफ तौर पर दिखता है अगर J मूल्य 14 हर्टज से ज्यादा है तब आप यह मान सकते हैं कि यह एक ट्रांस आइसोमर है और एक NMR स्पेक्ट्रम से भी देख सकता है कि क्या वहां पर एक सिमिट्रिकल AA'BB' पैटर्न मौजूद है अगर मौजूद है तब वह निश्चित तौर पर पैरा आइसोमर है और अगर वह मौजूद नहीं है तब हम पैराआइसोमर को साफ तौर पर खारिज कर सकते हैं तो समस्या हमें स्टीरियोकेमेस्ट्री को पहचानने के लिए सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच में पता लगाने के लिए और एरोमेटिक पैटर्न को पहचानने के लिए कि क्या वह ऑर्थो मेटा पैरा में से कौन सा विशेष आइसोमर है तो यह एक प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम है दो पिक डबलेट को A और B से चिन्हित किया गया है विनाइलिक प्रोटोन से मेल खाती हैं यह एकमात्र AB क्वार्टेट है जिसे हम स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं तो यह A से मेल खाएगा जोकि बेंजाइलिक स्थान के समीप है जो बीटा हाइड्रोजन है और यह अल्फा हाइड्रोजन से मेल खाता है यह 400 मेगाहर्टज NMR स्पेक्ट्रम है यह डाटा 400 मेगाहर्टज की तरह दिया हुआ है तो इस विशेष की चौड़ाई के मामले में 1 ppm अनिवार्य रूप से 400 हर्टज से मेल खाता है तो हमें इन दो रेखा की चौड़ाई या 2 रेखा की चौड़ाई की गणना करने की आवश्यकता है जैसा कि लाल डबल हेडेड एरो द्वारा दर्शया गया है आप या तो फिर कपलिंग कांस्टेंट को यहां माप सकते हैं या फिर कपलिंग कांस्टेंट को यहां माप सकते हैं मैंने ऐसा कर रखा है यह 156 हर्टज से मेल खाता है दूसरे शब्दों में अगर लंबाई 400 है तो यह लंबाई किस से मेल खा रही है यह हमें पता करना है और यह 155 हर्टज निकल कर आता है और यह निश्चित रूप से ट्रांस आइसोमर से मेल खाता है तो हम यहां बाकी एरोमेटिक हाइड्रोजन पर चलेंगे बाकी एरोमेटिक हाइड्रोजन एक आसानी से सिग्नल संख्या1 को देख सकता है उदाहरण के तौर पर यह ट्रिपलेट 75 हर्टज से 8 हर्टज के लगभग पर आता है जो दो ऑर्थो कपल्ड उत्पाद से मेल खाता है दूसरे शब्दों में यह प्रोटोन एरोमेटिक प्रोटोन proton aromatic proton के पास दो ऑर्थो कपल्ड पार्टनर है तो उदाहरण के तौर पर है एक ट्रिपलेट की तरह नजर आता है और सिग्नल संख्या 2 और 4 के पास अनिवार्य रूप से एक ऑर्थो कपलिंग और एक बहुत छोटा कपलिंग जो शायद मैटा कपलिंग है देख सकते हैं यहां पर कपलिंग ऑर्थो है और यहां रेखाओं के भीतर ही यहां एक छोटा कपलिंग है जो शायद मैटा कपलिंग है सिग्नल संख्या 3 अनिवार्य रूप से एक सिंगलेट है यह शायद मौजूदा एक छोटा डबलेट भी हो सकता है जो बहुत सी छोटी मैटा कपलिंग प्रकार की प्रणाली की वजह से है तो इस जानकारी के आधार पर हम इस तथ्य पर आते हैं कि यह ऑर्थो हाइड्रोक्सी या एक मेटा हाइड्रोक्सीortho hydroxy or a meta hydroxy प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए जोकि निश्चित रूप से एक पैरा हाइड्रोक्सी प्रकार की प्रणाली नहीं है एक संरचना को अनिवार्य रूप से भी खारिज कर सकता है क्योंकि यह हाइड्रोजन जिसमें 2 सटे हुए ऑर्थो हाइड्रोजन है वह एक ट्रिपलेट होगा और यह हाइड्रोजन जिसमें 2 सटे हुए ऑर्थो हाइड्रोजेन है वह भी एक ट्रिपलेट होगा लेकिन आपको स्पेक्ट्रम में केवल एक ट्रिपलेट दिखाई देता है तो ये 2 हाइड्रोजेन जो इस स्पेक्ट्रम में 2 ट्रिपलेट होंगे स्पेक्ट्रम में 2 ट्रिपलेट नहीं होते हैं तो यह आसानी से संरचना को खारिज कर सकता है इसीलिए संरचना मेटा हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड है अब हम उदाहरण के तौर पर H1H2H3H4 को आसानी से नियुक्त कर सकते हैं माफी चाहूंगा यह H2 और यह H3 है nमैंने इन्हें गलत लेबल कर दिया यह H2 होना चाहिए H1H2H3H4 सिग्नल है जिन्हें हम मेल के लिए देखते हैं तो एक H1 की व्याख्या ट्रिपलेट की तरह कर सकता है जो H3 और H2 H4 और H2 कि कपलिंग की वजह से है और यह अनिवार्य रूप से एक सिंगलेट होगा जो कि H3 है यह एक ऑर्थो कपलिंग पार्टनर और एक मेटा कपलिंग पार्टनर ortho coupling partner and a meta coupling partnerहोगा तो संभावना है कि यहां पर ही है H2 है जो यहां पर यह H2 है H3 फिर से दो मेटा कपलिंग पार्टनर होगा और ऑर्थो कपलिंग पार्टनर वहां पर नहीं है तो अनिवार्य रूप से H3 इस प्रकार की प्रणाली में एक सिंगलेट होगा चलिए अगली समस्या पर चलते हैं यह समस्या संख्या 4 है यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और इंफ्रारेडUV विजिबल स्पेक्ट्रम मास स्पेक्ट्रम और NMR डाटा दिया हुआ है यह इस कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है यहां कोई भी पिक नहीं है जो OH NH SH क्षेत्र या कार्बोनाइल क्षेत्र से मेल खाता हो तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इस विशेष मामले में ज्यादा जानकारी नहीं देता है हालांकि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहां पर शायद प्रणाली में एक अनसैचुरेशन है जो C डबल बॉन्ड C स्ट्रैचिंग फ्रिकवेंसी पर 1600 पीक से मेल खाता है बाकी सारी अन्य पिक फिंगरप्रिंटक्षेत्र में आ रही हैं तो एक उदाहरण के तौर पर यह मान सकता है कि जो पिक 1350 के आसपास है वह विशेष पिक है वह सल्फर ऑक्सीजन स्ट्रैचिंग फ्रिकवेंसी की वजह से है और जो पिक1180 के आसपास है जो कि यह विशेष पिक है वह कंपाउंड में सल्फर होने की वजह से है हम यह मानकर चल रहे हैं अगर यह SO2 प्रकार का ग्रुप है तब यह SO का एक एसिमिट्रिक स्ट्रैच फ्रिकवेंसी हो सकता है और यह SO का एक सिमिट्रिक स्ट्रैच फ्रिकवेंसी भी हो सकता है लेकिन यह एक अस्थाई नियुक्ति है लेकिन हम इस विशेष प्रकार की नियुक्ति के बारे में निश्चित नहीं है हमें अन्य पुष्टिकरण चाहिए होगा जिससे हम इस नियुक्ति के सही होने की पुष्टि कर सकें प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम काफी अच्छा है आपके पास AB क्वार्टेट AA'BB' प्रकार का पैटर्न जो हमें तुरंत बताता है की एरोमेटिक क्षेत्र में आपके पास पैरा डाई सब्सीट्यूटेड डेरिवेटिव प्रकार की चीज है और फिर 41 जो कि 2 हाइड्रोजन इंटेंसिटी का क्वार्टेट है और 7 हर्टज कपलिंग की 13 ppm का ट्रिपलेट है यह कपलिंग पार्टनर हैं तो यह अनिवार्य रूप से OCH2 CH3 होंगे OCH2 क्योंकि यह 41 के आसपास है बड़ी रासायनिक पारी मूल्य आपको बताती है कि इसे ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए और कुछ नहीं जो NMR स्पेक्ट्रमNMR spectrum में 4 क्षेत्र में आएगा 245 एक सिंगलेट है इसका मतलब यह है कि यह एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है यह एक ऐसीटाइल प्रकार का फंक्शन ग्रुप हो सकता है लेकिन यहां पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कोई भी कार्बोनाइल पिक नहीं है तो यह आसानी से खारिज हो सकता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की ना मौजूदगी में आप इसे खारिज कर सकते हैं लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की मौजूदगी में यह साफ तौर पर दिखाता है कि यहां कोई कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप नहीं है यह आसानी से खारिज किया जा सकता है तो यह एक एराइल CH3 प्रकार का ग्रुप है इसीलिए अगर आप एराइल CH3 को लेते हैं जो कि एक पैरा सब्सीट्यूटेड एराइल CH3 और OCH2 CH3है और मॉलिक्यूलर फार्मूले से इसे घटाने पर बचा हुआ SO2 आएगा तो हमने अंशों की पहचान की है कि यह एक पैरा टोलयल सब्सीट्यूटेड डेरिवेटिव है और यह एक एथोक्सी फंक्शनल ग्रुप है और SO2 फंक्शनल ग्रुप वहां पर है आपको उन्हें एक साथ रखने की जरूरत है आप एक संरचना तक पहुंचेंगे की यह एक पैरा टोलयल बेंजीन सल्फोनिक एसिड इथाइल एस्टर है दूसरे शब्दों में इथाइल पैरा टोल्यूनि बेंजीन सल्फोनेट इस कंपाउंड की संरचना है अब हमें पता लगाना होगा कि क्या मास स्पेक्ट्रा और कार्बन 13 डाटा भी इस विशेष संरचना में आता है या नहीं यह इस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम है मॉलिक्यूलर आयन पीक साफ तौर पर 200 पर देखी जा सकती है 28 मास यूनिट का नुकसान 172 के अनुरूप है और 45 मास यूनिट का नुकसान 155 के अनुरूप है और यहां से 64 मास यूनिट का नुकसान 91 के अनुरूप है चलिए देखते हैं कि अगर यह विशेष पीक फरेगमेंटेशन पैटर्न के द्वारा पहचानी जाती है या नहीं यह पैरा मिथाइलबेंजीनसल्फोनिक एसिड इथाइल एस्टर है यह एक कार्बोनियम आयन बनता है एक कार्बो कटायन होता है जो मास स्पेक्ट्रेल स्थिति में बनता है एक बीटा हाइड्रेट बदलाव अनिवार्य रूप से इथाईलीन इकाई को छोड़ देगी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक से 25 28 मास यूनिट हानि पर है अगर हम 28 को घटाएं तो हमें 172 मिलता है और यहां पर 172 पर एक पिक है और सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड के अनुरूप एक साधारण विखंडन एथोक्सी फंक्शनल ग्रुप के नुकसान के साथ जो कि 45 का नुकसान है अनिवार्य रूप से मॉलिक्यूलर आयन को एक एथोक्सी रेडिकल खोने के अनुरूप होगा वह 155 पीक देगा जो यह विशेष पिक है इस मॉलिक्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड का निकल जाना अनिवार्य रूप से आपको पैरा टॉलयल कटायन देगा जो 91 पिक है तो सभी मास स्पेक्ट्रेल डेटा को इस विशेष मॉलिक्यूल के लिए इस तरह के एक साधारण विखंडन पैटर्न द्वारा संतोषजनक रूप से समझाया जा सकता है कार्बन 13 स्पेक्ट्रम आसानी से नियुक्त हो सकता है दो कम इंटेंस पीक ipso पीक होगा एक के साथ एक जो सल्फोनील समूह से जुड़ा है उसका डेल्टा मूल्य अधिक होगा मिथाइल समूह से जुड़े दूसरे वाले का डेल्टा मूल्य कम होगा और CH कार्बन जो 3 और 4 हैं को इस तरह नियुक्त किया जा सकता है सल्फोनील के समीप 4 होगा और 3 के निकट अनिवार्य रूप से यह विशेष रूप की नियुक्ति सही होगी अब CH2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा जो कि 65 ppm के आस पास आएगा इस विशेष मामले में वह 67 या 68 ppm के आसपास आएगा CH3 जोकि एरोमेटिक CH3 है वह 20 ppm के आस पास आता है और आखरी CH3 10 से 12 ppm के आसपास आता है जोकि यह विशेष पीक है जिसे हम यहां देख सकते हैं और ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम भी साफ तौर पर बताता है कि यह एकCH2 है यह एक CH3 है और यह एक CH3p है तो अनिवार्य रूप से कार्बन 13 स्पेक्ट्रम के साथ साथ प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम और मास स्पेक्ट्रम को आसानी से इस विशेष संरचना में रखा जा सकता है एकमात्र चीज जो UV विजिबल स्पेक्ट्रम में बचती हैं UV विजिबल स्पेक्ट्रम पुष्टि करता है कि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसका बड़ा अब्जॉर्प्शन 200 से 350 नैनोमीटर के बीच में हो रहा है अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इतना ज्यादा होता है कि आप उसे साफ तौर पर नहीं देख सकते वह पैमाने से हटकर दिखाई देता है 270 पर यहां एक बैंड है वह एरोमेटिक pi pi ट्रांजिशन का सबसे लंबा वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन बैंड हो सकता है या संभव है कि वह एक n pi ट्रांजिशन हो जो SO ग्रुप की वजह से हो यह अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है संभावना है कि यह एक सबसे लंबा वेवलेंथ अब्जॉर्बिग एरोमेटिक pi pi ट्रांजिशन है एक एप्सिलॉन मान की गणना आसानी से कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि क्या यह फोरबिडेन ट्रांजिशन है या एक अलाउड ट्रांजिशन है यह एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं इस विशेष मामले में द्रव्यमान दिया हुआ है मॉलिक्यूल भार को मास स्पेक्ट्रम से पहचान लिया सेल डायमेंशन दिया हुआ है और अब्जॉर्प्शन करीब 07 या 06 0875 से मेल खा रहा है तो बीयर लैंबर्ट के नियम का उपयोग करके कोई एप्सिलॉन मान की गणना कर सकता है जिसे आप स्वयं कर सकते हैं अब चलिए देखते हैं कि अगर हम समस्या हल सत्र में कुछ युक्तियाँ दे पाते हैं सबसे पहले संरचना के समाधान को हल करने के लिए हमेशा तर्क का उपयोग करें संरचना की समस्या किसी भी तरह का अनुमान लगाने का काम न करें क्योंकि अनुमान कार्य वास्तव में आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं और चीजों को गड़बड़ कर सकते हैं जो बाद में हल करना आसान नहीं है जांच करिए कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और अगर दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल अनसैचुरेशन की डिग्री निकालने के लिए करिए हेटेरोएटम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आप कुछ फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं उदाहरण के लिए यदि नाइट्रोजन मौजूद है तो आप इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि यह एक NH3 समूह या NHR समूह या टरसरी अमाइन या एक साइनो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है अगर दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है अगर यहां पर नाइट्रोजेनस कंपाउंड में दो ऑक्सीजन मौजूद है वह एक NO2 भी हो सकता है जिसकी पुष्टि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से की जा सकती है अगर सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद हैं जैसे कि हमने पिछले उदाहरण मैं देखा वह SO SO2 या SO3 हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितने सल्फर और कितने ऑक्सीजन एटम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में विभिन्न फंक्शनल ग्रुप की विशेष फ्रीक्वेंसी की पहचान करके फंक्शनल ग्रुप की जानकारी निकालें इसका मतलब यह है कि आपको सबसे कार्यात्मक समूह आवृत्ति से परिचित होना होगा यह केवल अभ्यास के साथ आता है हालाँकि सरल फंक्शनल ग्रुप जैसे NH OH CN कार्बोनिल NO2 और C डबल बॉन्ड C अचूक फंक्शनल ग्रुप हैं जो हो सकते हैं NMR स्पेक्ट्रा से स्पष्ट रूप से पहचाना गया क्षमा करें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से इसी तरह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंटेंस पीक होंगी एक बड़ी आसानी से उन्हें पहचान सकता है कृपया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हर छोटी पीक की व्याख्या करने के बारे में चिंता न करें यह समय की बर्बादी होगी और कभी कभी यह भ्रामक भी हो सकता है इसलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में केवल सबसे स्पष्ट पिक की व्याख्या करने का प्रयास करें और देखें क्या आप इसे अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से भी समर्थन कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रम में क्लोरीन की मौजूदगी है या ना मौजूदगी को देखिए क्योंकि क्लोरीन की मौजूदगी या ब्रोमीन की मौजूदगी का अनुमान M और M2 पीक के उचित इंटेंसिटी को देखकर लगाया जा सकता है अगर वह एक क्लोरिनेटेड कंपाउंड है तब M और M2 1 होंगे माफी चाहूंगा 31 के अनुपात में होंगे वह एक ब्रोमीन कंपाउंड है तब वह 11 अनुपात का होगा इंटेंसिटी अनुपात और मल्टीप्लेट संख्याओं से जो आप M और M 2 M 4 क्षेत्र में देखते हैं आप यह भी बता सकते हैं कि सिस्टम में कितने ब्रोमीन और क्लोरीन मौजूद हैं यह पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या मॉलिक्यूलर आयन को स्पेक्ट्रम में देखा जाता है आमतौर पर आप यह मान सकते हैं कि उच्च mz मूल्य पिक मॉलिक्यूलर आयन पीक है कभी कभी यह एक गलत अनुमान हो सकता है अगर मॉलिक्यूल बड़ी तेजी से टूटता है और अगर मॉलिक्यूलर आयन नहीं दिखता है तो इससे किसी प्रकार की गलत व्याख्या हो सकती है अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक को देखना होगा कि क्या वह सम संख्या है या विषम संख्या है अगर ऐसा है तो विषम या सम मांस फ्रेगमेंट पर भी ध्यान देना होगा यहां तक कि मांस फ्रेगमेंट सरल विखंडन प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होते हैं अगर मॉलिक्यूलर भार सम मॉलिक्यूलर भार है यह बहुत जरूरी है अगर वह एक विषम मॉलिक्यूलर भार है तब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यहां पर विषम संख्या की नाइट्रोजन या एक नाइट्रोजन प्रणाली में मौजूद है और उदाहरण के तौर पर विखंडन को देखें तो मॉलिक्यूलर आयन से 15 का नुकसान मिथाइल के अनुरूप होगा 28 का नुकसान या तो फिर इथाईलीन या CO के नुकसान के अनुरूप होगा 29 का नुकसान इथाइल ग्रुप के नुकसान के अनुरूप होगा 31 का नुकसान मीथाकक्षी के अनुरूप होगा तो ये नुकसान हैं जो सरल कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर आयन पिक से पहचानना आसान है परिचित अंशों के लिए भी देखें mZ मान 77 होने से फिनाइल के अनुरूप होगा 91 बेंज़िल के अनुरूप होगा 43 एसिटाइल के अनुरूप होगा 105 फेनोक्सिल के अनुरूप होगा तो इस तरह के टुकड़ों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है अगर आप मॉलिक्यूलर भार से इन टुकड़ों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं एक बार जब मॉलिक्यूल की संरचना कम या ज्यादा पता चल जाती है तो आप अधिक जटिल विखंडन पैटर्न की तलाश करते हैं जैसे कि रेट्रो डायल्स एल्डर और मैक्लाफेरी रिअरेंजमेंट और इसी तरह अन्य इन प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले टुकड़े भी बड़े पैमाने पर होंगे बशर्ते मॉलिक्यूलर भार इस कंपाउंड में भी हो इसलिए मास स्पेक्ट्रम में मैक्लाफेरी रिअरेंजमेंट के लिए सीधे मत देखो जब तक आप सुनिश्चित नहीं हैं कि यह एक कार्बोनिल कंपाउंड है या एक कंपाउंड जिसमें एक संरचनात्मक इकाई है जो मैक्लाफेरी रिअरेंजमेंट से गुजरने में सक्षम है यहां एक सावधानी की जरूरत है फिर से पूरे मास स्पेक्ट्रम की व्याख्या न करें जिन पीक की इंटेंसिटी 10 प्रतिशत से कम हैं उन्हें बड़े मास स्पेक्ट्रम में नजर अंदाज किया जा सकता है प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम कंपाउंड की संरचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता है इसलिए स्पेक्ट्रम की एक त्वरित नज़र से कंपाउंड की प्रकृति या तो एरोमेटिक अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंडaromatic unsaturated or saturated aliphatic compound है क्योंकि उनके पास बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है जो 7 से 8 ppm के बीच एरोमेटिक है 5 से 7ppm के बीच अनसैचुरेटेड कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड्स unsaturated compound aliphatic compounds होता है सैचुरेटेड कंपाउंड आमतौर पर 1 ppm और 5 ppm के बीच आते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रणाली में कितने सब्सीट्यूएंट हैं हमे इन्मे तीन मापदंडों का इस्तेमाल करना चाहिए एक डेल्टा J के साथ साथ एकीकरण मूल्य का पैरामीटर ले सकता है किसी भी मापदंड को नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें सभी को समस्या हल सत्र में संयोजन के रूप में इस्तेमाल करें जांच करिए अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रोटोन की संख्या सारे एकीकरण से मेल खाती है क्योंकि प्रत्येक एकीकरण हाइड्रोजन की कुछ संख्याओं से मेल खाते हैं अगर हम सारे एकीकरण को जोड़ें तब वह विशेष कॉम्पोनेंट के मॉलिक्यूलर फार्मूला से मेल खाना चाहिए हाइड्रोजन की संख्या जितनी मॉलिक्यूलर फार्मूला में मौजूद है बदलने वाले हाइड्रोजन के लिए देखिए यह पहचानने के लिए बड़े आसान है क्योंकि यह बहुत विस्तृत है और D2O एक्सचेंज की जानकारी ज्यादातर स्पेक्टल डाटा में दी हुई होती है अगर कंपाउंड एरोमेटिक है देखिए अगर आप सब्सीट्यूशन पैटर्नको पहचान पाते हैं पैरा सब्सीट्यूशन पहचानने की मामले में सबसे आसान है क्योंकि वह सिमिट्रिकल AA'BB' प्राइम पैटर्न है हमने मेटा सब्सीट्यूशन पैटर्न के भी कुछ उदाहरण देखें यदि हम समस्या को हल करने के सत्र के दौरान इस पैटर्न को याद कर सकते हैं तो सब्सीट्यूएंट्स की संख्या का पता लगाना अच्छा होगा एलीफेटिक क्षेत्र में भी AB या AA'BB के मुख्य पैटर्न को देखें यह हाइड्रोजन के डायस्टेरोटोपिक प्रकार के कारण हो सकता है विभाजन पैटर्न से मॉलिक्यूलर टुकड़े की पहचान करने की कोशिश करें उदाहरण के लिए इथाइल समूह आइसोप्रोपिल समूहों को विभाजित करने वाले पैटर्न से पहचानना आसान है ध्यान दें कभी कभी सेप्टेट एक क्विंटेट की तरह लग सकता है मल्टीप्लेट में बहुत कमजोर सिग्नल पर ध्यान दें ताकि NMR स्पेक्ट्रम में अंतिम रेखाएं छूट ना जाए इसके अलावा उन सिग्नल की तलाश करें जो CHO समूह के अनुरूप होंगे जो लगभग 9 से 10 या 9 से 11 ppm के आसपास आएंगे CH3CO पिक उदाहरण के लिए जो लगभग 2 से 25 ppm पर आएगा COOC2H5 ppm यह लगभग 41 ppm पर आएगा ये बहुत ही विशिष्ट रासायनिक बदलाव और मल्टीपलीसिटी पैटर्न हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के अनुरूप हैं जिन्हें NMR स्पेक्ट्रम में भूला नहीं जाना चाहिए कार्बन 13 स्पेक्ट्रम कोई भी कार्बोनिल साइनो और एसिटाइलीनिक कार्बनcarbonyl cyano and acetylenic carbon के अनुरूप कम इंटेंसिटी की पिक की तलाश कर सकता है क्योंकि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अलावा केवल कार्बन 13 कार्यात्मक समूह के लिए हस्ताक्षर देता है इस तरह के फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति या अनुपस्थिति की पुष्टि करने के लिए हमेशा कार्बन 13 डेटा साथ ही इंफ्रारेड डेटा का उपयोग किया जा सकता है इंटेंसिटी के आधार पर क्वॉटरनरी कार्बन की संख्या और इससे जुड़े प्रोटॉन से संबंधित कार्बन की संख्या गिनने का प्रयास करें ज्यादातर क्वॉटरनरी कार्बन स्वभाव में कम इंटेंस के होते हैं और हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन स्वभाव में ज्यादा इंटेंसिटी का होता है और अगर ऑफ रिजोनेंस स्पेक्ट्रम मौजूद है तो ऑफ रिजोनेंस स्पेक्ट्रम की जानकारी का इस्तेमाल करिए ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में यदि ओलेफिनिक क्षेत्र में एक ट्रिपलेट है तो आप बहुत निश्चित हैं कि यह टर्मिनल ओलेफिन की वजह से है C डबल बॉन्ड CH2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप वहां मौजूद हैं ज्यादातर सिमेट्री कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्याओं को घटा देता है किसी सिमेट्री को सुनिश्चित करने के लिए बता सकते हैं कि किसी दिए गए कंपाउंड के लिए कितने सिग्नल की उम्मीद की जानी चाहिए उदाहरण है एन्थ्रेसीन के 4 सिग्नल हैं जबकि फेनेंथ्रीन के 7 सिग्नल हैं क्योंकि फेनाथ्रीन एन्थ्रेसीन मॉलिक्यूल की तुलना में कम सिमिट्रिक है इसलिए संरचना के आधार पर अपेक्षित सिग्नल की संख्या और NMR स्पेक्ट्रम में वास्तव में देखे जाने वाले संख्या सिग्नल की जांच करें संरचना को निकालने के बाद सारे कार्बन एटम को विभिन्न सिग्नल पर नियुक्त करने की कोशिश करें और देखें अगर वह अच्छी तरह से संख्या के साथ साथ डेल्टा मूल्य से मेल खाते हैं दूसरे शब्दों में अपेक्षित सिग्नल की संख्या और वास्तविक सिग्नल आपस में एक दूसरे से मेल खाने चाहिए संरचना में कार्बन की संख्या के पास कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में पर्याप्त सिग्नल की संख्या होनी चाहिए ओवरलैपिंग सिग्नल के लिए बाहर देखो कभी कभी यह स्पेक्ट्रम में इंगित किया जाता है अक्सर एरोमेटिक क्षेत्र में यह पता लगाना मुश्किल होता है तो इस काफी ध्यान से रहिए सभी टुकड़ों की पहचान होने के बाद किसी को एक या अधिक संरचनाओं वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची में पहुंचने के लिए तर्कसंगत तरीके से पहेली को जोड़ने की जरूरत है दूसरे शब्दों में आप किसी तार्किक कारण के बिना किसी संरचना को खारिज नहीं करते हैं बस एक मान लो कि एक गलत संरचना है संरचना का विश्लेषण करने का प्रयास करें इंफ्रारेड मास स्पेक्ट्रमऔरNMR डेटा पर वापस जाएं और देखें यदि संरचना सभी डेटा को फिट करती है न कि केवल 1 या 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा की सीमा दिए जाने के बाद अंतिम संरचना को सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से मेल खाना चाहिए यह केवल मास स्पेक्ट्रम और NMR केवल IR और NMR से मेल नहीं खाना चाहिए इस तरह का तर्क मान्य तर्क नहीं है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार छात्र वापस नहीं जाते हैं और उस संरचना के स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा की जांच करे जिस पर वे आते हैं अक्सर वे कुछ गलत निष्कर्ष पर आ सकते हैं और इस संरचनात्मक असाइनमेंट में गलतियां कर सकते हैं अगर आप वापस नहीं जाते हैं और इसे ठीक से नहीं जांचते हैं सुनिश्चित करें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ मेल खाता है जिस संरचना पर आप पहुंचते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है यह दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ मेल खाना चाहिए यदि मॉलिक्यूलर फार्मूलाकी जानकारी दी गई है तो कृपया ध्यान दें कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के साथ परिचितस्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी NMR डेल्टाJ मूल्य केवल अभ्यास के साथ आता है तो आप जितनी अधिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे संरचना की समस्याओं को ध्यान से हल करने में उतना ही अधिक परिचित हो जाएंगे मैं आशा करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा आपको आपके परीक्षाओं के लिए शुभ कामनाएं